तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एमईएमएस सेंसर के लिए सूक्ष्म निर्माण प्रक्रिया माइक्रो फैब्रिकेशन प्रोसेस micro fabrication processes कैसे की जाती है तो अब तक पहले ही हमने सीखा है कि एमईएमएस क्या हैं उनके कार्य सिद्धांत क्या हैं और यह भी कि उनके विभिन्न यांत्रिक और विद्युत भाग कैसे काम करते हैं और उन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाता है अब हम देखेंगे कि ये सेंसर कैसे बनते हैं जैसे जो इस कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तो आइए एमईएमएस के लिए माइक्रो फैब्रिकेशन से शुरुआत करें इसलिए सूक्ष्म निर्माण माइक्रो फैब्रिकेशन में जाने से पहले मैं मेटेरियल पर कुछ समय बिताना चाहूंगा तो हम किस मेटेरियल का उपयोग करते हैं ज्यादातर हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं क्योंकि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बहुत प्रसिद्ध और पहले से ही बहुत लोकप्रिय मेटेरियल है और जब हम किसी प्रकार का एमईएमएस उपकरण बना रहे होते हैं तो हमारे पास यांत्रिक सेंसर भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भाग भी सिग्नल प्रोसेसिंग या अन्य आवश्यकताओं के लिए होता है अब सिलिकॉन लोकप्रिय अर्धचालक सेमीकंडक्टर semiconductor में से एक है और दूसरे क्या हैं अन्य जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड आदि जैसे हैं लेकिन सिलिकॉन माइक्रोफैब्रिकेशन उद्योग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की वजह से पहले से ही बहुत स्थापित है तो एमईएमएस ने भी उसी माइक्रो फैब्रिकेशन तकनीक को अपनाया था और सिलिकॉन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसके यांत्रिक गुण के मानक बहुत उच्च कोटि के हैं जैसे कि यंग मापांक Young's modulus आदि बहुत प्रसिद्ध हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स गुण भी ज्ञात हैं इसलिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम कैंटिलीवर या झिल्ली कहते हैं जो एमईएमएस सेंसर के यांत्रिक भाग हैं जिसे सिलिकॉन के साथ भी बनाया जा सकता है हम सिलिकॉन अर्धचालक में कुछ मटेरियल की डोपिंग करके उसे चालक बना सकते हैं जैसे 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी सामग्री को सिलिकॉन में डालकर इसे पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर semiconductor बना सकते हैं और तदनुसार हम सिलिकॉन की चालकता को बदल सकते हैं जो सेंसर के इलेक्ट्रॉनिक्स भाग के लिए उपयोगी है अब सूक्ष्म निर्माण माइक्रो फैब्रिकेशन micro fabrication को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह सिलिकॉन संरचना कैसी है अब जबकि मैं संरचना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं क्रिस्टल संरचना के बारे में बात कर रहा हूँ अब क्रिस्टल संरचना का क्या अर्थ है क्रिस्टल संरचना का अर्थ है कि एक परमाणु व्यवस्था में सभी परमाणु एक पीरियोडिकल मैटर periodical matter पीरियोडिकल पैटर्न periodical pattern में व्यवस्थित होते हैं तो और इस तरह की संरचना को क्रिस्टल संरचना कहा जा सकता है जो कि किसी दूसरे पाठ्यक्रम का हिस्सा है इसलिए मैं उस विवरण में नहीं जा रहा हूं कि क्रिस्टल संरचनाएं क्या है और सभी कुछ तो लेकिन यहां मैं जो दिखा रहा हूं वह यह है कि सिलिकॉन को सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर या सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन ब्लॉक में कैसे व्यवस्थित किया जाता है तो यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड में एक ही तरह की क्रिस्टल संरचना होती है और इसे जिंक ब्लेंड संरचना कहा जाता है क्योंकि यह जिंक सल्फाइड की संरचना भी है या अधिक लोकप्रिय रूप में जिंक ब्लेंड से जाना जाता है जिंक ब्लेंड संरचना या इस तरह के सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड संरचना में वे हैं यदि आप इस घन को लेते हैं तो इन सभी कोनों पर जैसे एक घन में कुल आठ कोने होते हैं और इन सभी कोनों में एक परमाणु होगा इन सभी कोनों में एक परमाणु होता है और इसे FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस Face Centered Cubic lattice भी कहा जाता है क्योंकि सभी फेस पर और प्रत्येक फेस पर के केंद्र पर भी एक परमाणु होगा तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह केंद्र है यह 0 0 0 है यहां एक परमाणु होगा फिर a 0 0 a a 0 उस तरह आपके पास नीचे के चार कोनों पर 4 परमाणु होंगे फिर तो आपके पास शीर्ष चार कोनों में भी चार परमाणु होंगे ठीक है और फिर हर फेस पर हर फेस का मतलब है जैसे इस घन के छह फलक हैं और उन छह फलकों में आपके पास छह परमाणु होते हैं और यह प्रत्येक विशेष फलक के केंद्र में होता है जैसे यदि आप इस परमाणु को देखते हैं तो यह परमाणु a2 0 a2 पर है इसका मतलब है कि X अक्ष के साथ यह a2 पर है Y अक्ष के साथ यह 0 पर है क्योंकि यह सटीक तल पर है तो Y की दूरी 0 है और फिर Z अक्ष के साथ भी यह a2 है तो इसी तरह आपके पास अन्य सभी फेस होंगे आपके पास 1 1 1 परमाणु होगा और फिर प्रत्येक कोने से एक विशेष दूरी पर 1 परमाणु होगा ठीक है बिल्कुल प्रत्येक कोने पर नहीं बल्कि दो पारस्परिक कोनों का अर्थ है कोनों के अलावा सभी आठ कोनों और छह फेस के अलावा हमारे पास विपरीत कोनों से एक निश्चित दूरी पर विपरीत दिशा में परमाणु है और इसका मतलब क्या है मतलब इस नीले परमाणु को यहाँ देखें यह नीला परमाणु यहाँ इस 0 a a कोने से एक निश्चित दूरी पर है और इसका निर्देशांक a4 3a4 a4 है और फिर दूसरा परमाणु बिल्कुल विपरीत कोनों पर है तो यह 0 0 a कोना या यह a a a कोना इस रिक्त स्थान पर कोई परमाणु नहीं है ठीक है लेकिन इस कोने पर रिक्तियां जो वास्तव में एक चतुष्फलकीय रिक्ति है यहां 1 परमाणु होगा और नीचे तल की तरफ भी हमारे पास समान परमाणु होंगे लेकिन विपरीत विकर्ण विपरीत विकर्ण के कोने पर तो इस तरफ यदि आप लेते हैं तो यह 2 परमाणु शीर्ष के 2 परमाणु इस विकर्ण के अनुदिश इस विकर्ण की दिशा में यानी a 0 a और 0 a a को जोड़ते हैं जबकि नीचे के 2 परमाणु जो चतुष्फलकीय रिक्तियों पर हैं जो कि इस विकर्ण पर है जो शीर्ष विकर्ण के विपरीत है यानी 0 0 0 और a a 0 को जोड़ रहे हैं इन्हें चतुष्फलकीय रिक्तियां tetrahedral vacancies कहा जाता है क्योंकि यदि आप फेस पर केंद्रित परमाणुओं और कोने के परमाणुओं को लेते हैं तो यह इस तरह से टेट्राहेड्रल रिक्ति बना सकता है तो हमारे पास यह 4 परमाणु भी हैं जो उन विशेष विपरीत कोनों से एक निश्चित दूरी पर हैं तो यह गैलियम आर्सेनाइड के लिए है जहां गैलियम से बड़े परमाणु या सबसे बड़े आकार के परमाणु और आर्सेनिक से सबसे छोटे आकार के परमाणु निकलते हैं जहां बड़े परमाणु या गैलियम के सबसे बड़े आकार के परमाणु और आर्सेनिक के सबसे छोटे आकार के परमाणु हैं अब सिलिकॉन संरचना के लिए यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सभी गैलियम और आर्सेनिक परमाणुओं को सिलिकॉन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो सिलिकॉन क्रिस्टल संरचना के सिलिकॉन परमाणुओं के लिए सभी परमाणु समान आकार के हैं क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड संरचना में गैलियम परमाणु आकार में बड़े होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है लेकिन आर्सेनिक के परमाणु छोटे होते हैं लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल संरचना के लिए सभी परमाणु एक ही आकार के होंगे और जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में कह रहा था कि यदि आप इस कोने के परमाणुओं और फेस पर केंद्रित फेस सेण्टरेड परमाणुओं पर विचार करें तो यह एक चतुष्फलकीय रिक्ति बना सकता है और ये 4 परमाणु जो कोनों से एक निश्चित दूरी पर हैं वास्तव में इस चतुष्फलकीय रिक्तियों पर हैं लेकिन सभी टेट्राहेड्रल रिक्तियों को नहीं भरा गया है जैसा कि आप इस परमाणु संरचना में देख सकते हैं कुल 4 प्लस 4 कुल 8 टेट्राहेड्रल रिक्तियां हैं जबकि चार टेट्राहेड्रल रिक्तियों में से शीर्ष पर केवल 2 रिक्तियां परमाणुओं से भरी हुई हैं और नीचे भी केवल 2 रिक्तियां हैं जो सिलिकॉन परमाणुओं या गैलियम परमाणुओं से भरी हुई हैं और अन्य रिक्तियां खाली रहती हैं तो क्रिस्टल संरचना की व्याख्या करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत है और निर्देशांक ज्यामिति में हम 3 डी स्पेस में एक तल के समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं जहां a b c क्रमशः x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर अंतःखंड हैं जैसे कि यदि यह एक तल है तो ये तीन अक्ष है यह तल है तो यह a b और c तल के साथ अंतःखंड हैं और यह a b c अंतःखंड क्रमशः x y z अक्ष के साथ तल द्वारा बनाए जाते हैं अब हम इन अंतःखंडों के व्युत्क्रम के रूप में इस नए पद h k l को लिख सकते हैं और उस स्थिति में इस तल को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है यह h k l वास्तव में इन विशेष अंतःखंडों के व्युत्क्रम हैं जिन्हें मिलर इंडेक्स मिलर सूचकांक कहा जाता है और एक तल को उसके मिलर सूचकांकों द्वारा बुलाया जा सकता है तो अगर मैं 1 0 0 तल की तरह कहूं तो इसका मतलब है h बराबर 1 k बराबर 0 और l भी 0 के बराबर है तो k बराबर 0 और l बराबर 0 का अर्थ है कि y अक्ष और z अक्ष पर अंतःखंड अनंत पर हैं या हम कह सकते हैं कि यह तल y z तल के समांतर y z तल के समांतर और x अक्ष पर अंतःखंड 1 है अत तल x अक्ष पर है अंतखंड 1 है और जबकि यह y z तल के समानांतर है अब सिलिकॉन क्रिस्टल संरचना या गैलियम आर्सेनाइड क्रिस्टल संरचना के लिए तल के इस 1 0 0 परिवार को देखें और यहाँ हम देख सकते हैं कि यह क्यूबिक लैटिस है और यह मेरी XYZ अक्ष है और फिर मैंने 1 0 0 प्लेन खींचा है या आप इसे a 0 0 लिख सकते हैं हम एक उभयनिष्ठ ले सकते हैं और यह अंततः 1 0 0 तल या a 0 0 तल है इस तल में वास्तव में यह एक्स अक्ष को a या 1 पर इंटरसेप्ट काटता है और अगली तस्वीर से हम देख सकते हैं कि यहांदो सहसंयोजक बंध बनते हैं जो तल के नीचे के परमाणुओं से बनते हैं और 2 डैंगलिंग बांड्स dangling bonds हैं तो यह वह तल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इस तल पर ये 4 परमाणु हैं अब ये 4 परमाणु कैसे जुड़े हैं ये चारों परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं से कैसे जुड़े हैं तो आप देखते हैं कि अगर मैं इस परमाणु को लेता हूं तो हम कहते हैं कि यह इस परमाणु से बल्क में जुड़ा हुआ है तो यह साइड बल्क है और हमारी तरफ आपकी तरफ से ठीक ऊपर सतह है तो देखिए यह बल्क है और बल्क में यह एक परमाणु से जुड़ा है और यह दूसरा परमाणु है जो यहां है इस परमाणु के साथ बल्क में जुड़ा है अब वहां 2 बांड हैं जो यहां नहीं खींचे गए हैं तो वे डैंगलिंग बांड्स dangling bonds हैं जो सतह से ऊपर हैं इसलिए अगर मैं इसे क्यूब क्यूबिक संरचना के रूप में मान सकता हूं तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं यह तल है बता दें कि यह प्लेन है तो यह वह तल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और फिर यदि आप अगली तस्वीर पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे बल्क दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो मैं बल्क में हूं या हम बल्क में हैं और फिर यदि आप देखते हैं कि यह तल मेटेरियल के अंदर 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है जो कि बल्क में है और फिर यह परमाणु दो और परमाणुओं से जुड़ा है जो सतह के ठीक बाहर है इसलिए उन्हें डैंगलिंग बांड्स dangling bondsकहा जाता है क्योंकि सतह यहाँ कटी हुई है तो यह सतह है और ये 2 बंधन संतुष्ट नहीं हैं वे बस लटक रहे हैं तो ये 2 बंधन संतुष्ट नहीं हैं और ये अन्य 2 बंधन बल्क से जुड़े हैं अब आइए 1 1 0 तल को देखें तो १ १ ० का अर्थ है कि यह X अक्ष को 1 या a पर और Y अक्ष को भी 1 या a पर काटेगा और Z अक्ष के साथ यह समानांतर होगा या अनंत पर काटेगा तो यह वह तल है जिसे हम खींच सकते हैं अब यदि हम इस तल में एक परमाणु देखते हैं तो हम देखेंगे कि एक बंधन सतह से ऊपर होगा यह लटकता हुआ बंधन है आइए अगली तस्वीर पर चलते हैं तो यह वह परमाणु है जो सतह पर है अब यदि आप यहां देखें तो 1 परमाणु यहां है आप यहां केवल तीन बंधन देख सकते हैं आप यहां केवल तीन बंधन देख सकते हैं और इस तीन बंधन में ये दो बंधन यह बंधन और यह बंधन ठीक है यह बंधन और यह बंधन सतह के परमाणुओं से जुड़े होते हैं जो एक ही सतह पर उपलब्ध हैं तो यह एक परमाणु है और यह दूसरा परमाणु ठीक है और एक बंधन बल्क से जुड़ा है एक बंधन इस परमाणु की तरह बल्क से जुड़ा होता है औरयहां दूसरा बंधन है जो लटकता है या जो सतह के दूसरी तरफ है तो वह डैंगलिंग बांड्स dangling bondsहै अब तल के अगले परिवार पर जाएँ और वह 1 1 1 तल है और इस 1 1 1 तल में जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों अक्षों पर अंतः खंड 1 1 1 पर होगें तो यह ऐसा होगा कि यदि यह ब्लॉक है यदि आप लेते हैं तो यह इस तरह है यह इस तरह से ब्लॉक को काटता है तो X अक्ष Y अक्ष और Z अक्ष सभी में अंतः खंड 1 1 1 या आ a a a पर है और अब देखते हैं कि परमाणु बल्क की ओर और सतह के ऊपर कैसे जुड़े हैं तो आइए इस तस्वीर को देखें यहाँ आप देख सकते हैं तो यह बंधन है यह एक परमाणु है जो 1 1 1 तल पर है और इस तल में 1 परमाणु तीन बंधों के साथ बल्क से जुड़ा है तो यहां आप 1 2 और 3 देख सकते हैं तो ये परमाणु बल्क के अंदर हैं क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूं जब मैं एक सतह पर विचार कर रहा हूं जबकि मैं एक सतह पर विचार कर रहा हूं मैं तस्वीर को दूसरी तरफ से देख रहा हूं वो है बल्क साइड और सतह जो कि समाप्ति बिंदु है तो सतह के ऊपर कोई अन्य परमाणु नहीं है तो इस सतह के दूसरी तरफ कुछ परमाणु हैं जो जुड़े नहीं हैं लेकिन यह विशेष परमाणु सही है और फिर आपके पास 1 डैंगलिंग बांड्स dangling bondsहै और यह डैंगलिंग बांड्स dangling bondsऔर यह सतह से जुड़ा हुआ बंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास जितने अधिक डैंगलिंग बांड्स dangling bondsहोंगे वह परमाणु अधिक क्रियाशील होगा और जब हम एक विशेष मेटेरियल को एक दिशा में इचिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है सतह के बंधन बहुत आसानी से नष्ट हो सकते हैं क्योंकि जब मैं एक सतह पर हमला कर रहा हूं तो उस सतह के सभी परमाणु समाप्त हो जाएंगे इसलिए यदि हम 1 1 0 तल पर जाते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं तो दो पृष्ठीय बंध हैं तो जबकि इस परमाणु पर किसी रसायन द्वारा हमला किया जाता है इस परमाणु और इस परमाणु पर भी उसी रसायन द्वारा हमला किया जाएगा तो ये बंधन भी मान्य नहीं होंगे और सतह स्वयं और सतह के ऊपर की सतह या लटकने वाला बंधन भी खाली है इसलिए अंततः 1 बंधन है जो इस परमाणु को बल्क में रखता है जबकि 1 0 0 मामले के लिए यदि हम 1 0 0 मामले में जाते हैं फिर हम देखेंगे कि दो परमाणु हैं जो हैं दो बंधन हैं जो लटकते बंधन हैं तो वे बंधन वैसे भी संतुष्ट नहीं हैं और अगर इस तल पर हमला किया जाता है तो यह परमाणु बल्क में परमाणुओं द्वारा धारण किया जाएगा और इसे बल्क में रखने के लिए केवल 2 परमाणु हैं जबकि अगर हम 111 तल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस परमाणु को धारण करने के लिए तीन हैं इस विशेष परमाणु में तीन परमाणु मौजूद हैं यह एक यह दूसरा और यह तीसरा तो 1 2 और 3 परमाणु हैं जो इस सतह परमाणु को बल्क की ओर पकड़े हुए हैं तो यह सबसे स्थिर मामला है जहां 1 1 1 फेस पर बहुत धीरे धीरे हमला होता है या 1 1 1 तल में इचिंग की दर बहुत धीमी होती है जबकि 1 0 0 तल के लिए दो परमाणु होते हैं जो वास्तव में धारण कर रहे हैं जो वास्तव में सतह परमाणु को बल्क में धारण कर रहे हैं तो यह मामूली आक्रामक है या इस तल में इचिंग दर मध्यम आक्रामक है और अगर हम 1 1 0 तल लें और केवल 1 परमाणु है जो इस परमाणु को बल्क के साथ पकड़ सकता है क्योंकि अन्य दो परमाणु सतह के वैसे भी हैं इसलिए ये परमाणु भी सुरक्षित नहीं हैं तो यह सबसे आक्रामक मामला है जहां इचिंग दर सबसे अधिक है तो अगली कक्षा में हम विभिन्न प्रकार की इचिंग पर चर्चा करेंगे